फंडामेंटल्स आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारत प्रौद्योगिक संस्थान खड़कपुर लेक्चर 22 सर्किट थ्योरम्स जारी तो वापस स्वागत है तो यह आपका उदाहरण संख्या 32 है इसलिए इस लेक्चर की शुरुआत में आपको एक बात बताऊंगा कि डीसी सर्किट के लिए हम ऐसा करेंगे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं इसलिए जब हम सिंगल फेस के साथ साथ 3 फेस एसी सर्किट के लिए जाते हैं उस समय आप जानते हैं कि यह थ्योरमसभी समान रहेगा लेकिन एसी के रूप में एक एसी सर्किट जटिल संख्या शामिल होगी इसलिए उस समय हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते कई उदाहरण क्योंकि यह एक समय सीमा है तो उस समय उदाहरण की संख्या कम हो जाएगी लेकिन चीजें आपके डीसी सर्किट के समान हैं केवल बात यह है कि जटिल संख्या को संभालना होगा तो उदाहरण के लिए इस उदाहरण पर वापस आते हैं इस मामले में हमें इस सर्किट के लिए आपका निर्धारण RThevenin निर्धारित करना होगा उस सर्किट को देखने के लिए इस सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसका मतलब है आपके निरीक्षण से आप यह जान सकते हैं कि RThevenin वास्तव में 0 है क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सॉरी नहीं है RTheveninसॉरी VThevenin 0 नहीं RThevenin VThevenin 0 स्लाइड समय देखें 0115 V V तो अब सवाल यह है कि VThevenin 0 है लेकिन आप RThevenin का पता लगा सकते हैं क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स यह 2 ix है और यह ix है इसलिएडिपेंडेंट सोर्स वहाँ है इसलिए आप जो कर सकते हैं वह उदाहरण के लिए है आप अपने करंट सोर्स को अपने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स i0 कहे जाने वाले अपने कनेक्टconnect कर सकते हैं आप i0 को किसी भी मान ले सकते हैं 1 एम्पियर 1 एम्पीयर और इस वोल्टेज का कहना है कि यह V0 V0 है इसका मतलब है कि यह वोल्टेज आपका V0 है यह वोल्टेज आपका V0 है क्योंकि यह एक कॉमन नोड है और यह आपका V0 है इसलिए यह वोल्टेज वास्तव में V0 है इसलिए RThevenin आपको V0 i0 मिलेगा स्लाइड समय देखें 0228 इसलिए ऐसा करने के लिए हमें उस इक्विवेलेंट सर्किट पर जाना चाहिए तो यह VThevenin 0 है और अब यहाँ आप i0 बना चुके हैं वह इसलिए क्योंकि आपके एक करंट सोर्स को हमने इसे i0 1 एम्पीयर कहना है और यह V V0 वास्तव में एक नोडल एनालिसिस की तरह कुछ है यह नोडल एनालिसिस है तो यह आपका है यदि आप इसे लेते हैं तो यह आपका ग्राउंड कहता है यह आपका ग्राउंड है और यह वोल्टेज V0 है अर्थात यह वोल्टेज V0 है एरो का मतलब है कि यह है और यह है और यह एक एक कॉमन नोड है क्योंकि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े हुए नहीं हैं मूल रूप से यह एक तरीका है यह एक मूल रूप से यह है जिसे आप कहते हैं एक कॉमन नोड है इसलिए मुझे यह स्पष्ट करने दें कि आप क्या कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस दिशा में करंट फ्लो से केसीएल लागू करें स्लाइड समय देखें 0325 यह V0 4 है ये यहाँ करंट हैं यह i ix ऊपर की ओर है ठीक है लेकिन यह दिशा करंट V है आपका V0 VL मुझे साफ़ करने दे मैं इसे फिर से बनाता हूँ तो यह आपका V0 4 है और यदि आप इस दिशा को लेते हैं तो यह V0 2 होगा अर्थात इसका मतलब है कि ix को ऊपर की ओर ले जाया जाता है अर्थात ix V0 2 और यह एक आपका कॉमन नोड है यह एक मूल रूप से समान नोड है इसलिए यदि आपको लगता है कि यह नोड है तो यह 2 ix करंट यह करंट यह करंट इस नोड से निकल रहा है उन्होंने केसीएल को यहां लागू किया कि मैं इसे यहां बना रहा हूं यह एक कॉमन नोड है एक और करंट V0 4 यह आपका V0 4 है यह भी इस टर्मिनल को छोड़ रहा है एक और करंट कहना ix हम इस ix को लेंगे इसलिए हम ix V0 2 को एक और करंट ix जानते हैं यह इस नोड में प्रवेश कर रहा है तो यह आपके ix में प्रवेश कर रहा है और यह i0 करंट भी यहाँ प्रवेश कर रहा है तो यह करंट i0 नोड में भी प्रवेश कर रहा है तो यह दो करंट i0 और ix यह दो प्रवेश कर रहे हैं इसलिए अगर मैं यहां i0 ix लिखता हूं तो ये दो करंट i नोड में प्रवेश कर रही हैं यह 2 ix V0 4 ये करंट सोर्स के अनुसार आपके पहले नुकसान के रूप में रह रहे हैं तो 2 ix V0 4 लेकिन ix V0 2 देखें यदि आप ix यहाँ रखते हैं V0 2 V0 2 तो आपको V0 का मान मिलेगा आप V0 के लिए हल कर सकते हैं कि क्या हमने आगे किया है स्लाइड समय देखें 0525 तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वह आपका i0 है जिस तरह से मैंने i0 ix 2 ix V0 4 लिखा है वहाँ मैंने i0 ix 2 ix V0 पर 4 V0 इसलिए लिखा है ix V0 2 मैंने आपको बताया स्लाइड समय देखें 0540 यदि आप सब्सीट्यूट करते हैं तो आपको V0 4 i0 मिलेगा इसका मतलब है कि i0 आपने लिया है आप जिसे i0 कहते हैं 1 एम्पीयर का कोई भी मान लें आप ले सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधे तौर पर आपको यहाँ वास्तव में यहाँ मिल रहा है हमें रिलेशन V0 4 i0 मिला है तो यहाँ पर भी विचार करने का कोई सवाल नहीं i0 1 एम्पीयर की कोई आवश्यकता नहीं है स्लाइड समय देखें 0610 क्योंकि मुझे यह स्पष्ट करने दें क्योंकि RThevenin RThevenin V0 i0 जो वास्तव में है 4 मैंने आपको बताया था कि जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो संभावना है कि RThevenin ऋणात्मक हो सकता है तो यह है 4 4 जिसका अर्थ है नकारात्मक मान थेविनीन रजिस्टेंस उस सर्किट को दर्शाता है जो कि बीस है सर्किट 20फिगर 28 पावर आपूर्ति कर रहा है इसलिए यदि डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में हैं तो यह एक ऐसा था जो आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स था अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो संभावना है कि RThevenin बन सकता है 4 इसका मतलब है कि सर्किट वास्तव में पावर की आपूर्ति कर रहा है यह अर्थ है तो इस मामले में हमें यह रिलेशन V0 4 i0 मिला तो i0 या V0 V i0 मान सेट करने की आवश्यकता है क्योंकि सीधे हमें V0 i0 अनुपात मिल रहा है 4 i तो यह एक उदाहरण है जो मैं नेगेटिव थेविनीन रजिस्टेंस के लिए देता हूं ठीक है तो अगला हम आपके पास जाते हैं जिसे आप एक और कहते हैं स्लाइड समय देखें 0718 इसलिए थेविनीन थ्योरम का उपयोग करते हुए आप फिगर30 में दिखाए गए सर्किट के कम रेजिस्टेंस RL पर वोल्टेज निर्धारित करते हैं तो यह आपकाचैप्टर 430 है जिसे आप बना रहे हैं तो यह एक आंकड़ा 30 है इसलिए हमें थेविनीन थ्योरम का उपयोग करके पता लगाना होगा कि लोड रेजिस्टेंस RL 4 Ω के माध्यम से आपका करंट तोथेविनीन थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे पहले हम इस लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे हम एक ओपन सर्किट बनाएंगे जो आपने किया है स्लाइड समय देखें 0754 तो पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसका मतलब है यह एक अगर आप आते हैं कि आपको अपना V पता लगाना है जिसे आप VThevenin कहते हैं इसलिए RL 4 यहाँ खोला गया है और आपका मूल रूप से यह एक V 1 2 है जब हम 1 2 1 टर्मिनल लिखते हैं तो इसका अर्थ है और दो का अर्थ है तो V o V VThevenin Voc कि V ओपन सर्किट वोल्टेज VThevenin वास्तव में V 12 है तो मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इसका मतलब है यह वास्तव में है इसलिए यह तीर होगा और इसे आप Voc VThevenin कहते हैं तो यह ओपन सर्किट है इसलिए इस4 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से कोई करंट नहीं बह रहा है क्योंकि यह खुला है और इसलिए आप अपने को लागू करते हैं जिसे आप इस जाल में केवीएल कहते हैं इसलिए यदि आप केवीएल को इस मेष में लागू करते हैं तो करंट मैं पहले से ही मैंने इसे चिह्नित किया है लेकिन मैं इसे फिर से बना रहा हूं करंट i है स्लाइड समय देखें 0857 तो इसलिए आप इसे बना सकते हैं मैं इसे आपके लिए यहां लिख रहा हूं यह 12 मैं है फिर अब आप सब कुछ जानते हैं 6 फिर 6 मैं फिर 24 0 इसका मतलब है R32 i 6 6 i18 i 18 18 i अठारह इसलिए i 1 एम्पीयर तो i 1 एम्पीयर इसलिए जब आप i 1 एम्पीयर जानते हैं तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें तो अब आप अपना जिसे केवीएल कहते हैं अप्लाई यहां करते हैं इस मामले में इस करंट के माध्यम से कोई करंट फ्लो नहीं है 4 Ω रेजिस्टेंस 0 है यदि आप केवीएल को इस तरह से अप्लाई करते हैं स्लाइड समय देखें 0939 इसलिए मैं यहां 6 लिख सकता हूं और i आपको 1 एम्पीयर मिला इसलिए 6 6 में i VThevenin 0 क्योंकि यह निगेटिव टर्मिनल को एनकाउंटर कर रहा है इसलिए VThevenin 6 6 और i 1 इसलिए जो कि आप है तो VThevenin 12 वोल्ट यहाँ यह पहले से ही यहाँ हल है सब कुछ यहाँ हल है स्लाइड समय देखें 1016 तो मैं VThevenin 12 वोल्ट होगा तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं यदि आप यहां आते हैं कि थेविनीन VThevenin यहां जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि यह आपके द्वारा गणना की गई है जैसे कि R32 वोल्ट यह आपका VThevenin Voc V 1 2 एक ही बात है अगले हमेंRThevenin की गणना करनी है इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं स्लाइड समय देखें 1037 तोRThevenin के लिए कि वोल्टेज स्रोत कम परिचालित है तो अगर वोल्टेज सोर्स RThevenin के लिए शॉर्ट सर्किट किया गया है इसका मतलब है कि यहाँ इस सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया गया है यह शॉर्ट सर्किट है और यह शॉर्ट सर्किट है जिसका अर्थ है यह 12 Ω है और6 Ω इसके समानांतर है यह 4 Ω सीरीज में है जो आपका RThevenin होगा तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं यहाँ यह आपके दोनों सोर्स को 12 और 6 को शार्ट कर रहा है जिसे आप समानांतर कहते हैं इसका मतलब है आपका RThevenin 12 इनटू 612 6 यह 4 Ω सीरीज में है तो मूल रूप से यह 67218 इनटू R32 होगा तो 4 4 जो कि आपका 8 4 है जो आपकाRThevenin है तो यहाँ RThevenin 80 8 Ω है इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं स्लाइड समय देखें 1138 तो अगला यह है कि इसका मतलब है यह आपकाVThevenin है यह आपका VThevenin है इसके साथ RThevenin सीरीज8 Ω में है और अब आप कनेक्ट करते हैं कि RL 4 Ω टर्मिनल वर्क लॉस टर्मिनल 1 और 2 में रेजिस्टेंस इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके माध्यम से बहने वाला करंट आपको पता चलता है इसलिए यहाँ कुल रेजिस्टेंस 8 Ω है यहाँ यह4 Ω 12 Ω है इसलिए i VThevenin RThevenin RL कहता हूं तोVThevenin 12 वोल्ट और RThevenin 8 Ω औरRL 4 Ω ताकि वास्तव में 1 एम्पीयर है जो 1 एम्पीयर है तो इसका मतलब है आपका i 1 एम्पीयर तो आप इस के माध्यम से मिला है कि इसका मतलब है 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है यह लोड रजिस्टेंस RL यदि आप RL को 5 Ω 6 Ω में बदलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि RLवेरिएबल है और यदि आप RL को 6 Ω 7 Ω 8 Ω में बदलते हैं तो आपको इस तरह मिलेगा आपको RL के माध्यम से करंट मिलेगा क्योंकि बाकी सर्किट भी समान थे तो VThevenin औरRThevenin हमेशा सर्किट का निश्चित भाग समान रहेगा यही थेविनीन थ्योरम का लाभ है स्लाइड समय देखें 1302 इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसलिए आपका VL आपका 4 और करंट फ्लो इसके माध्यम से 1 एम्पीयर है तो यह 4 इनटू 1 है जो आपका 4 वोल्ट है तो इस लोड रजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसलिए यही कारण है कि हमें यह मिल गया है कि 4 वोल्ट यहां यह है कि यह 4 वोल्ट VL है इसलिए समस्या की अगली एक टाइप जिसे हमने लिया है स्लाइड समय देखें 1334 अगला एक है थेविनीन थ्योरम का उपयोग करते हुए 01 और 2 के बीच तीन Ω रजिस्टेंस के माध्यम से करंट फ्लो को निर्धारित करते हैं तो यह समस्या है कि आपको इस 3 Ω रजिस्टेंस के माध्यम से बहने वालेकरंट का पता लगाना है इस दिशा में 1 से 2 इसलिए 01 और 2 के बीच 3 Ω रजिस्टेंस है तो पहले आपको इसे ओपन करना होगा और आपको यह पता लगाना होगा कि आप V 1 2 को क्या कहते हैं Voc ओपन सर्किट VThevenin एक ही बात इसलिए आपको पहले यह जानने की कोशिश करनी है कि उसके बाद आप इसके बाद अप्लाई करें कि आपको यह भी पता लगाना है कि आपका RThevenin अब यदि आप इस 3 Ω रजिस्टेंस को खोलते हैं पहले आप इसे हटा दें मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसलिए यहां यदि आप देखते हैं कि यदि आपने इसे खोला है तो सर्किट इस तरह है स्लाइड समय देखें 1423 यह आपका Voc है यह 1 है और 2 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हैआर्बिट्रेरी है आप हम ले गए हैं यदि आप चाहते हैं कि आप 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव ले सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लिया गया है तो यह वोल्टेज वास्तव में यह वोल्टेज है जिसे आप Voc कहते हैं यह एरो टिप है और यह है अब यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकाVoc VThevenin V 1 2 क्या है i2 को इस तरह से लिया जाता है क्योंकि यह खुला होता है तो यह एक अलग जाल है यह एक अलग जाल है क्योंकि यह खुला है इसलिए यहां कोई भी प्रवाह नहीं है क्योंकि यह एक कहना है कि यह एक है यह खुला है यह खुला है इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह इतना खुला है करंट इस तरह बह रहा है जैसे मैंने i2 लिया है यह i2 है और यह आपका i1 2 इंडिपेंडेंट मेष है तो इस मामले में i1 की दिशा इस तरह है और i2 आपका एक करंट सोर्स 1 एम्पीयर ऐसा है यह i2 है जिसका अर्थ है i2 इस तरह से बह रहा है जैसे आपने i2 1 एम्पीयर लिया है इसलिए आपके सीधे आप i2 1 एम्पीयर लिख सकते हैं क्योंकि करंट में केवल करंट सोर्स इस मेष में है तो इस मामले में यह पाने के लिए कि आपके i1 को आपको वही लागू करना होगा जिसे आप KVL कहते हैं 6 12 18 Ω तो 6 12 में i1 6 क्योंकि यह 6 वोल्ट है तो i1 एक तिहाई एम्पीयर 618 है तो एक तिहाई एम्पीयर तो यह i2 1 एम्पीयर और i1 एक तिहाई एम्पीयर तो अब मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह आपका i1 है और यह आपका i2 है जो भी मैंने समझाया है और यह आपकाVoc VThevenin है तो अब आप उस Voc को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहते हैं मान लीजिए कि मैं केवीएल को इस तरह लागू करना चाहता हूं तो क्लॉकवाइज कहें कि आप उस एंटी क्लॉकवाइज दिशा को क्या कहते हैं तो मान लीजिए कि मैंने इस तरह लिखा है तो यह ध्यान में रखा जाएगा कि यह12 i1 होगा क्योंकि i1 इस 12 i1 की तरह फ्लो कर रहा है तो यह होगा 2 i 2 क्योंकि i2 इस तरह से आगे बढ़ रहा है लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो यह है 2 i2 बराबर है VThevenin वे यहाँ आपके लिए लिखते हैं स्लाइड समय देखें 1652 यह मूल रूप से 12 i1 2 i2 है फिर टर्मिनल एनकाउंटर कर रहा है पहले तो Voc Voc है VThevenin 0 अर्थात Voc का कहना है कि आप लिखते हैं VThevenin 12 i1 2 i2 यही मैंने Voc VThevenin 12 i1 2 i2 लिखा है जो 12 इनटू3 2 है क्षमा करें 1 3 कि 2 इनटू 1 2 वोल्ट है तो VThevenin 2 वोल्ट स्लाइड समय देखें 1734 अगला अब मुझे इसे स्पष्ट करने दें इसलिए आपके RThevenin को प्राप्त करने के लिए यह एक करंट सोर्स है तो यहाँ करंट सोर्स यह खुला है आपको बंद करना है और वोल्टेज सोर्स है इसे यहाँ शॉर्ट किया गया है तो अंत में आपको यह देखना होगा कि आपको 1 और 2 टर्मिनल 1 और 2 के बीच में अपना RTheveninप्राप्त करना है इसलिए इसे स्पष्ट कर दें तो इस मामले में 6 Ωऔर 12 Ω वे समानांतर में हैं इसका मतलब है 6 इनटू 12 विभाजित 6 12 इसके साथ यह 2 Ω सीरीज में है इसलिए 2 तो जो कि 4 है यह 4 है यह भाग 4 2 6 Ωहोगा तो इसीलिए आपकाRThevenin यहाँ 6 Ω है स्लाइड समय देखें 1827 इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसलिए आप आपका यह आपका VThevenin है हमें 2 वोल्ट RThevenin मिला है हमें 6 Ω मिला है उस 1 और 2 के साथ 3 Ω है यह जुड़ा हुआ है और सर्किट का पाथ बंद है इसलिए इसका मतलब है आपका i यहVThevenin विभाजित है आपका RThevenin यह 3 Ω प्रतिरोध है तो वह है R2 विभाजित 6 3 वह 29 एम्पीयर तो 3 Ω रेजिस्टेंस के लिए 29 एम्पीयर करंट प्रवाहित होता है जो कि जब यहाँ किया जाता है तो यह R2 9 एम्पियर VThevenin RThevenin 3 है स्लाइड समय देखें 1910 अब यह आशा करें कि आप इसे समझ रहे हैं अगले थेविनीन थ्योरम का उपयोग करके निर्धारित करें कि10 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से फिगर 36 में दिखाए गए सर्किट का10 Ω रेजिस्टेंस है स्लाइड समय देखें 1919 यह वास्तव में फिगर 36 है बस इसे होल्ड रखता हूं इसे थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो यह मेरा आपका है जिसे आप कहते हैं यह मेरा फिगर 36 है और10 Ω का मतलब इस 10 Ω 1 से 2 में नहीं है यह 1 से 2 है यह 10 Ω आपको इस 10 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट का पता लगाना है और इस वोल्टेज को 20 वोल्ट दिया जाता है अब सवाल यह है कि यह तब होगा जब आपको इसका पता लगाना होगा तो इस 10 Ω रेजिस्टेंस का कहना है कि यह 10 Ω रेजिस्टेंस पहले आपको इसे निकालना होगा इसका मतलब है आपको ओपन सर्किट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसे ओपन सर्किट बनाना होगा और फिर आपको यह भी पता लगाना होगा कि आपका RThevenin थेविनीनरेजिस्टेंस तो पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो आप क्या कर सकते हैं कि देखो10 Ω रेजिस्टेंस यह खुला है स्लाइड समय देखें 2016 तो यह आपका टर्मिनल 1 है और यह टर्मिनल 2 है इसलिए Voc वास्तव में कुछ भी नहीं है लेकिन VThevenin कई बार मैं बता रहा हूं V 1 2 अब एक बार जब हम इसे कर लेते हैं तो एक बार जब आप इसे देखते हैं तो आप जिसे सर्किट कहते हैं उसे आपको पता लगाना है कि i1 क्या है I2 क्या है इस प्रकार यहओपन है कि 1 और 2 यह 10 Ωरेजिस्टेंस खुला है तो यह i1 करंट यह 90 Ω है और 10 Ω दोनों सीरीज में हैं तो यहाँ भी है कि i1 फ्लो कर रहा है इसी तरह यह खुला है i2 बह रहा है इसका मतलब है कि यह ब्रांच भी i2 प्रवाह है इसलिए आपको इसे ढूंढना होगा और इस पार इस पार वोल्टेज वास्तव में 20 वोल्ट होगा जो आप कॉल करते हैं इसलिए यदि मैं सर्किट को फिर से तैयार करता हूं तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें यदि मैं सर्किट को फिर से देखता हूं तो मुझे आपकी समझ का मतलब है इसलिए 90 Ω और 10 Ω यह दोनों सीरीज में हैं स्लाइड समय देखें 2121 तो मूल रूप से यह 100 Ω है और इसी तरह 55 और 5 Ω दोनों सीरीज में हैं तो यह आपका 60 Ω होगा और इसके साथ यह 20 वोल्ट जुड़ा हुआ है यह 20 वोल्ट है और इसके माध्यम से करंट i1 है और इसके माध्यम से करंट i2 है इसलिए i1 R20 वोल्ट विभाजित 100 तो यह आपका 15 एम्पियरबन जाएगा यहीं यह i1 15 एम्पियर है इसी तरह i2 आपका 20 वोल्ट क्योंकि यह पैरलल सर्किट डिवाइडेड आपका 60 है इसलिए यह 13 एम्पियर है तो यह है कि आप 33 एम्पियर हैं तो मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इसका मतलब है आपको i1 15 एम्पीयर और i2 कहते हैं कि i1 हमें 15 एम्पीयर मिला है और i2 आपको 13 एम्पीयर मिला है स्लाइड समय देखें 2221 यह अब हमें मिल गया है कि आप क्या करते हैं इसमें यहां आप अपने यहां जिसे आप केवील कहते हैं उसमें लागू होते हैं यह आपका Voc है o c का अर्थ हैVThevenin इसलिए यदि आप अपना अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं कि केवीएल का पक्ष यहां भी है साथ ही यह पक्ष बाएं हाथ का भी है जिसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इसे बनाते हैं तो आपको समान परिणाम मिलेगा तो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं यह i1 करंट यहाँ बह रहा है और यहाँ i2 इस तरह है तो यह 10 i1 होगा यह10 i1 है यह 5 i2 है क्योंकि यह है कि हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो 5 i2 Voc कि 0 अर्थात आपका Voc VThevenin यह R30 i1 5 i2 अब i1 वैल्यू यह और i2 वैल्यू इस पर आपको VThevenin वोल्टेज मिलेगा स्लाइड समय देखें 2342 तो इसके साथ आपको वो Voc एक तिहाई वोल्ट मिलेगा उन वैल्यूको रखने के बाद हमें VThevenin Voc यह एक तिहाई वोल्ट 13 वोल्ट मिलेगा स्लाइड समय देखें 2348 अब दूसरी बात अब हमें RThevenin भी प्राप्त करना है आपके टर्मिनल 1 और 2 के बीच में RThevenin क्या है तो RThevenin के लिए यह वोल्टेज सोर्स शॉट है यह वोल्टेज सोर्स शॉट है इसका मतलब है इन दो बिंदुओं को शॉर्ट किया गया है यदि आप इसके लिए बराबर सर्किट डायग्राम खींचते हैं तो मैं यह बना सकता हूं कि यह एक है यह एक है और इसे बनाने से पहले अपने पहले इसे होल्ड रखने दो तो जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि यह आपके लिए इसके बराबर है ये दो बिंदु आपके इस बिंदु हैं और यह बिंदु केवल एक वायर से जुड़ा हुआ है तो अगर मैं इसे इस तरह बनाता हूं तो यह 90 Ω है इसे 1 बना दें यह 10 Ω है इसका मतलब है इस बिंदु को मैं इस तरह जोड़ता हूं और यह आपका 55 Ω है और यह आपका 5 Ω है तो यह 1 है और यह बिंदु 2 है तो इस दो को शॉर्ट किया जाता है इन दोनों को शॉर्ट किया जाता है तो अगर ऐसा है इसका मतलब है चूंकि ये दो बिंदु शॉर्ट हैं इसलिए 9 और 10 का मतलब है कि हमारे पास एक साथ जाल है 9 और 10 समानांतर और 55 और 5 समानांतर में हैं तो यदि आप ऐसा करते हैं इसका मतलब है यदि आप इस सर्किट को फिर से रीड करते हैं यदि हम इस सर्किट को फिर से रीड करते हैं तो यह टर्मिनल 1 होगा और यह आपका 90 Ω होगा और यह R30 होगा यह आपका कॉमन टर्मिनल है और यह आपका 55 Ω होगा और यह आपका 5 Ω होगा और यह टर्मिनल 2 है स्लाइड समय देखें 2525 तो इस 190 इनटू 10 विभाजित 100 में तो यह इस भाग के लिए बन जाएगा यह 9 Ω हो जाएगा और यह एक आपको 55 को 5 विभाजित 55 5 में गणना करना होगा तो यह 90 10 है इसलिए यह 100 है और यह 55 560 है इसलिए यह गणना है तो यह आपको अपना वह देगा जो आप कहते हैं कि इसका मतलब है यह एक और यह एक सीरीज में हैं इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं स्लाइड समय देखें 2614 इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वह शार्ट है स्लाइड समय देखें 2617 उसके बाद इन दोनों को 90 और 10 और 55 और 5 को पैरलल में दिखाया गया है फिर यह 9 Ω है और इसके बराबर यह 458 आ रहा है तो कुल RThevenin 1358 Ω है स्लाइड समय देखें 2632 और इसके साथ यह 10 Ω आपका यह10 Ω अब यहां जुड़ा हुआ है 10 Ω यह आपका VThevenin एक तिहाई वोल्ट R है RTheveninयह एक है और 10 Ω यहां से जुड़ा हुआ है तो अंततः आपको VThevenin RThevenin 10 एक तिहाई 1358 10 मिलेगा तो यह वास्तव में 0014 एम्पीयर है यह आपका ऐसा है यह समझना आसान है स्लाइड समय देखें 2707 तो आगे आप सर्किट के 50 Ω रेसिस्टर के माध्यम से करंट को निर्धारित करते हैं थेविनीन थ्योरमका उपयोग करते हुए फिगर 40 में दिखाया गया है इस मामले में पिछले एक और इस एक के बीच अंतर है कि यहां डेटा भिन्न हो सकता है लेकिन अंतर में सर्किट की संरचना एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है जो 10 Ω है स्लाइड समय देखें 2726 पिछला मामला यहां कोई रोकने वाला नहीं था लेकिन एक 50 Ω 10 Ω रेजिस्टेंस है और आपको यह पता लगाना होगा कि 50 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट क्या है इस टर्मिनल को आप 1 पर चिह्नित करते हैं और इस टर्मिनल को आप 2 पर चिह्नित करते हैं और फिर आप अनुसरण करते हैं और इसलिए पहले हमें इस रेजिस्टेंस 50 Ω रेजिस्टेंस को खोलना होगा स्लाइड समय देखें 2755 इसलिए यदि आप इसे खोलते हैं तो आपका सर्किट ऐसा होगा जैसे यह सर्किट इस तरह होगा तो इस मामले में यह वोल्टेज यह आपका Voc है जो वास्तव में हर बार मैं बता रहा हूं Voc VThevenin कभी कभी V 1 2 अन्य चीज़ तो इस मामले में यदि आप इसे एक बार खोलते ही देखते हैं तो यह 50 Ω रेजिस्टेंस खोला जाता है अब यह देखो कि यह 30 60 यह दो सीरीज में हैं इसलिए इस सर्किट के लिए 30 60 90 Ω इस तरफ भी यह 60 है यह 30 है इसलिए 60 30 90 Ωहै तो यहां यह श्रृंखला 90 Ω और90 Ω में है और इसका मतलब है यह 90 Ω है यह भी 90 Ω है इसका मतलब है मैं इसे स्पष्ट कर दूं स्लाइड समय देखें 2847 इसका मतलब है कि i1 वास्तव में i2 i 2 है क्योंकि इस बिंदु पर जो भी करंट प्रवेश कर रहा है वह आधे के करंट के आधे से यहां तक जाएगा मैं के आधे से यहां तक जाऊंगा तो i1 i2 i का अर्थ है i 2 i1 2 i2 तो यह पहली बात है अब आप अपने आसानी से हल कर सकते हैं कि आप i2 और i1 के लिए क्या कहते हैं क्योंकि i1 i2 और i इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ KCL लागू करते हैं तो मुझे खेद है यदि आप KCL यहाँ लागू करते हैं तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं आपका i i1 i2 अर्थात R2 i1 या 2 i2 यह वही है जो यहां लिखा गया है अब आप अपने i को अपना iF1 और i2 i1 i2 कहते हैं तो आप केवीएल को इस तरह लागू करते हैं आप केवीएल को इस तरह लागू करते हैं तो अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो यह 10 इनटू i क्या होगा क्योंकि i से फ्लो हो रहा है यह स्पष्ट करने दे स्लाइड समय देखें 2958 तो मैं इस के माध्यम से फ्लो हो रहा है I तो 10 इनटू i हम आगे बढ़ रहे हैं हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं आपका यह i2 करंट 60 और 30 से फ्लो हो रहा है तो 90 i2 90 i2 फिर 4 0 क्योंकि यह 5 वोल्ट है लेकिन मैं था लेकिन सवाल यह है कि 10 i i1 i2 90 i2 5 लेकिन i2 i1 यदि आप इसे यहां डालते हैं तो आपको i1 और i2 के लिए i1 सॉल्यूशन मिलेगा स्लाइड समय देखें 3044 और यह वास्तव में यहाँ किया जाता है यह वास्तव में यहाँ किया जाता है तो यह आपका है जिसे आप i2 i1 कहते हैं हमें R3 22 एम्पीयर मिला है स्लाइड समय देखें 3055 इसलिए एक बार जब आप i i2 i1 यह R3 22 एम्पीयर प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आप उस चीज़ में केबीएललागू करते हैं बस मुझे उस सर्किट पर जाने दें तो यहां आप अपने केबीएल को लागू कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं आप केबीएल लागू कर सकते हैं या तो यह आपके RL यह आपका लूप है इस लूप को आप अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 3125 तो यह आपका 6 होगा यह i1 वहां बह रहा है और यह आपका i2 है तो यदि आप 60 i1 तो आपका 30 i2 Voc I1 i2 रखो आपको Voc आपकाVThevenin मिलता है तो यहाँ वही लिखा जाता है जो यहाँ लिखा जाता है स्लाइड समय देखें 3148 तो हमें Voc 136 वोल्ट मिला यह VThevenin है Voc कोई भ्रम नहीं होना चाहिए VThevenin होना चाहिए स्लाइड समय देखें 3205 अब अगला है आपके इक्विवेलेंट RThevenin तो आप क्या करते हैं कि यह उस पर शॉर्ट नज़र आएगा यह शॉर्ट होगा यह शॉर्ट होगा इसका मतलब है कि यह10 Ω रजिस्टेंस है माना कि ऐसा नहीं है इसका मतलब है यह यहाँ आ जाएगा यह 10 Ω होगा क्योंकि यह शॉर्ट होगा ये 2 बिंदु जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा मान लीजिए कि मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं मान लीजिए यह नहीं है तो 10 Ω यहाँ होगा इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह वही है जो हमने यहां किया है तो यहां हम आपको वही बता रहे हैं जिसे आप कहते हैं कि आपका यह 30 60 और 10 Ω 60 और10 Ω है वे इसमें हैं हमें इसे स्टार में बदलना है मान लीजिए कि यह आपका R3 है यह आपका R2 है और यह 10 Ω R3 है तोR1 R2 R3 30 60 10 30 60 10 100 Ω और फिर आप यह पता लगा सकते हैं कि इस ब्रांच की वैल्यू क्या है इस ब्रांच की वैल्यू क्या है यही रजिस्टेंस है तो 30 में 6 30 में 60 900 R1 R2 R3 तो यह 18 Ω है क्योंकि 30 में 60 विभाजित 100 18 Ω है इसी तरह 30 में 10 यह ब्रांच इसका मतलब है कि यह 18 इनटू 30 में 10 विभाजित 100 है इसका मतलब यह है कि यह 3 18 है यह आपका है यह 3 Ω है और दूसरा 60 में 10 600100 है जो आपका 6 Ω है तो 18 Ω और यह एक और 2 टर्मिनल इस तरह है यह 1 है यह 2 है इसका मतलब है मैं इसे स्पष्ट कर दूं इसका मतलब है 3 Ω और60 Ω यह दोनों सीरीज में हैं और 6 Ω और 30 Ω वे सीरीज में हैं स्लाइड समय देखें 3408 और इसके साथ यह संयोजन समानांतर में है इसका मतलब है यह 63 है यह 63 है यह 63 Ω है और यह 36 है विभाजित 63 36 जो भी इसके साथ आता है 18 Ω उसी के साथ सीरीज में है इसलिए क्या स्लाइड समय देखें 3428 इसलिए यदि आप मुझे यह स्पष्ट करने दें कि हमने यह क्या बनाया है कि 18 Ω और 63 और यह समानांतर यदि यह दो समानांतर हैं तो 2291 और Ω और 18 18 Ω सीरीज में है है तो कुल 4091 Ω है अबRThevenin 4091 है और यहाँ यह आपका यहाँ है यह 4091 है और VThevenin इसमें है कि आप कनेक्ट करते हैं अब 50 Ω रजिस्टेंस जो बंद कर दिया गया था तो आपको करंट मिलेगा और यह 50 Ω रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट है इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं स्लाइड समय देखें 3504 तो इसके साथ ही आप अपने i अपने 0 पॉइंट को अपने 0 1 एम्पियर में प्राप्त करेंगे तो यह आसान है थेविनीन थ्योरम बल्कि यह पूर्ण सर्किट को हल करने के लिए केवल VThevenin और RThevenin प्राप्त करता है और फिर उस रेजिस्टेंस को इसके पार जोड़ता है और आपको यह पता चलेगा कि रेजिस्टेंस के माध्यम से बहने वाला करंट 50 Ω रेजिस्टेंस तक Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Lecture लेक्चर व्याख्यान single phase सिंगल फेस एक कलीय 3 phase AC circuit 3 फेस एसी सर्किट त्रिकलीय एसी परिपथ connect कनेक्ट जोड़ना common node कॉमन नोड उभयनिष्ठ नोड substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित additivity property एडिटिविटी प्रॉपर्टी योजगता के गुण linear element लीनियर एलिमेंट रैखिक तत्व electrical element इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वैद्युत तत्व dependent source डिपेंडेंट सोर्स आश्रित resistor रजिस्टर प्रतिरोध consume कंज्यूम खपाना value वैल्यू मान breaking ब्रेकिंग तोड़ना parallel पैरलल समानांतर apply अप्लाई लागू solution सॉल्यूशन समाधान parallel circuit divided पैरलल सर्किट डिवाइडेड समानांतर परिपथ विभाजन